वस्तु उन्मुख विश्लेषण और डिजाइन के मॉड्यूल 19 में आपका स्वागत है पिछले दो मॉड्यूल के लिए हम अलग अलग तकनीकों और मूल्यांकन को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अवकाश प्रबंधन प्रणाली के डिजाइन का पता लगाया जा सके तो यह मॉड्यूल मुख्य रूप से उस पर चलता रहता है और मैं फिर से दोहराऊंगा कि कृपया अपने LMS सिस्टम के PDF को संभाल कर रखें कृपया नियमित रूप से उस मॉड्यूल को सुनें और अक्सर ट्यूटोरियल वीडियो का भी संदर्भ लें जहां हमने LMS सिस्टम पर एक क्लाइंट वेंडर इंटरेक्शन प्रदान किया है और पेपर और पेन को संभाल कर रखा है ताकि आप इस चर्चा को अक्सर रोक सकें और वास्तव में हम यहां क्या रेखांकित कर रहे हैं इसके विवरण पर काम करते हैं इस मॉड्यूल में हम मुख्य रूप से सहयोग मॉड्यूल और पदानुक्रम की निकासी पर ध्यान केंद्रित करेंगे इसलिए जैसा कि आपने पहले के मॉड्यूल में पहले अध्ययन किया है हमने ऑब्जेक्ट और कक्षाओं के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड विश्लेषण और डिजाइन के मूल मूलभूत वस्तुओं पर चर्चा की है और आगे उनका रिश्ता आता है यह रिश्ता परिभाषित करता है कि सिस्टम को कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है सिस्टम में विभिन्न संरचनात्मक और व्यवहार गुण क्या हैं जिन्हें देखा जा सकता है इसलिए पिछले दो मॉड्यूल में हम मुख्य रूप से उस गुण और जिम्मेदारियों के साथ वर्गों और ऑब्जेक्ट की जानकारी निकालने के लिए मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और अब हम संभावित रिश्तों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न वस्तुओं अलग अलग वर्ग इस प्रणाली में हो सकते हैं और हम दो प्रमुख स्रोत का उपयोग करेंगे एक निश्चित रूप से उस विनिर्देश पर वापस जा रहा है जो हमारे पास है और हम अब भी उस चीज़ को संदर्भित करने की कोशिश करेंगे जो हमने पहले ही डिज़ाइन की है और उस रिश्ते के संदर्भ में शोधन की तलाश करने की कोशिश करें जिसे हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए पहले के दो मॉड्यूलों के विपरीत जहां हम विनिर्देश का उपयोग कर रहे थे और कक्षाओं की विशेषताओं और जिम्मेदारियों का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे इस मॉड्यूल में हम इन वर्गों विशेषताओं और जिम्मेदारियों को प्राथमिक इनपुट के रूप में लेते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम विनिर्देश दस्तावेज के बारे में भूल जाते हैं क्योंकि अभी भी बहुत सारी जानकारी डोमेन जानकारी वहां मौजूद है जिसे ढूंढने की जरूरत है लेकिन मुख्य रूप से इस मॉड्यूल में उनकी विशेषता और जिम्मेदारियों के वर्गों से हम सहयोग को निकालने की कोशिश कर रहे हैं पदानुक्रम में संशोधन तो ये मुख्य आउटपुट हैं जो हम यहां से उत्पन्न करना चाहेंगे अब बस व्यापक कदमों की एक त्वरित पुनरावृत्ति के रूप में हम पहले से ही वर्गों की जिम्मेदारियों का विश्लेषण कर चुके हैं जैसे कि हमने पिछले मॉड्यूल में किया था अगला उन वर्गों के बीच संबंध और पदानुक्रम होगा जिन्हें हमें स्थापित करने की आवश्यकता है इसलिए मुख्य तीन चरण कक्षाओं के बीच संभावित संबंधों और सहयोगों की पहचान करना संभव है और उन संबंधों के लिए हमें रिश्ते की प्रकृति का वर्णन करने की आवश्यकता है और हम यहां कुछ बिट्स और टुकड़े करेंगे लेकिन अधिक से अधिक हम OOAD डिजाइन प्रक्रिया के माध्यम से जाएंगे हम देखेंगे कि रिश्ते की पहचान करना और उनकी प्रकृति का वर्णन करना या उन्हें चित्रित करना डिजाइन के प्रमुख घटक हैं और अंत में तीसरा कदम संबंधित वर्गों के बीच पदानुक्रम की पहचान करना होगा और विशेष रूप से अगले मॉड्यूल में हम यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न संबंधों के अध्ययन का उपयोग करके इस पदानुक्रम को वास्तव में अच्छी तरह से कैसे विकसित किया जा सकता है तो इससे पहले कि हम इस मॉड्यूल डिजाइन भाग पर चर्चा शुरू करें अब हम अपने डिजाइन में जो कुछ भी है उसे पुन उपयोग करें हमारे पास लगभग 15 कक्षाएं हैं जो हमने मॉड्यूल 17 में कीं हमने इस वर्गों के लिए विशेषताओं की पहचान की है आंशिक रूप से आपने उन्हें पहले ही पूरा कर लिया है मुझे आशा है कि और मॉड्यूल 18 में हमने कक्षाओं को विशेषताओं और जिम्मेदारियों के साथ जोड़ने का काम पूरा कर लिया है और दो नमूनों पर काम किया है कर्मचारी के लिए और आप सभी के लिए इसे पूरा करने के लिए एक अभ्यास के रूप में छोड़ दिया और इसके अंत में जो इस चरण में हमारे मैट्रिक्स को संसाधित करता है मैं आपको केवल यह याद दिलाने के लिए कि हम नियमित रूप से मैट्रिक्स को माप रहे हैं यह समझने में कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं तो इस स्तर पर मैट्रिक्स में इस स्तर पर युग्मन कम है सामंजस्य मध्यम है पर्याप्तता कम है हमें अभी पूरे डिजाइन के बारे में कोई जानकारी नहीं है इसलिए हम निश्चित रूप से इस बारे में बात नहीं कर सकते कि न्यूनतम डिजाइन क्या है पूर्णता कम है क्योंकि हमने कक्षाओं और जिम्मेदारियों का एक मूल दौर पूरा कर लिया है और आदिमता भी बहुत कम है क्योंकि हमने आदिम की पहचान करने के मामले में बहुत कुछ नहीं किया है अब हम पहले सहयोग के बारे में बात करते हैं तो सहयोग क्या करता है सहयोग एक तरह का है जिसका मतलब है कि आप कह सकते हैं कि यह एक तरह की री रिफैक्टिंग समस्या है उदाहरण के लिए मुझे एक बार फिर से स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में जाने दें तो आइए हम इनमें से कुछ को कहते हैं कि कंपनी अपने कर्मचारियों की उपस्थिति या छुट्टी का प्रबंधन करना चाहती है इसलिए यदि हम इस प्रबंधन के पहलू पर गौर करें तो यह एक संबंध को परिभाषित कर रहा है यह कंपनी के लिए एक जिम्मेदारी को परिभाषित कर रहा है तो निश्चित रूप से कंपनी प्रबंधन की इस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर सकती है यदि कंपनी को प्रबंधन की इस जिम्मेदारी को पूरा करना है और निश्चित रूप से कंपनी को कर्मचारियों की आवश्यकता है तो हम कहते हैं कि ये कंपनी और कर्मचारी के बीच प्रबंधन के संदर्भ में एक सहयोग है जो उनके माध्यम से होता है हम कह सकते हैं कि उदाहरण के लिए अगर हम कुछ अन्य लोगों पर गौर करें तो हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से नेतृत्व करने के लिए हर कार्यकारी रिपोर्ट यहाँ एक सहयोग है जो रिपोर्टिंग संबंध के माध्यम से है इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्यकारी या कुछ कार्यकारी के लिए नेतृत्व को मंजूरी देता है तो अनुमोदन नेतृत्व की एक जिम्मेदारी है और नेतृत्व क्या अनुमोदन करता है लीड को छुट्टी मंजूर करनी होगी इसलिए लीड और लीव के बीच एक सहयोग है तो यह एक तरह की फैक्टरिंग समस्या है या आप रिफैक्टिंग समस्या कह सकते हैं जहां आप अलग अलग जिम्मेदारियों को देखते हैं और यह पहचानने की कोशिश करते हैं कि क्या उस जिम्मेदारी के दूसरी तरफ कोई एजेंट है या नहीं यदि ऐसा कोई एजेंट मौजूद है तो हम कहेंगे कि इन वस्तुओं या इन वर्गों के बीच एक सहयोग है इसलिए यदि हम वापस आते हैं तो हम कह सकते हैं कि एक लीड जो मैं एक लीड का जिक्र कर रहा था वह छुट्टी को मंजूरी दे सकता है और यह आपकी छुट्टी को मंजूरी देता है तो सहयोग यहाँ है अब स्वीकृत लीव में एक अलग तरह का सहयोग है लीड एप्रूव्ड लीव है और जिसके लिए वह छुट्टी स्वीकृत करता है वह कार्यकारी है इसलिए लीड और एक्जीक्यूटिव के बीच एक सहयोग है और सहयोग की पहचान करना मूल रूप से विनिर्देश के संदर्भ में गहराई से यह कहने के लिए फिर से विचार कर रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या हैं संबंधित वर्ग क्या हैं जो कि पारस्परिक जिम्मेदारियों के माध्यम से संबंधित होंगे प्रबंधक काम पर रखने की प्रक्रिया के माध्यम से कार्यकारी के साथ सहयोग करते हैं प्रबंधक कार्यकारिणी को काम पर रखता है प्रबंधक सामान्य स्वीकृत छुट्टी के मामले में प्रमुख के साथ सहयोग करेगा जो यहां सूचीबद्ध नहीं है लेकिन वह भी यहां होगा इसलिए प्रबंधक को छुट्टी की तरह की जिम्मेदारी दी जाएगी तो इस तरह से हम विभिन्न वर्गों और उनके सहयोगियों की पहचान करने की कोशिश करते हैं और फिर से कृपया उसी तरह की तकनीक का पालन करने की कोशिश करते हैं जो हम भाषाई विश्लेषण में कर रहे थे वे यह भी कोशिश करते हैं कि आप हर जिम्मेदारी के लिए हर वर्ग की जिम्मेदारियों को देखें प्राप्तकर्ता वे कौन से अन्य कलाकार हैं जो मौजूद हैं और उन्हें सहयोगी के रूप में रखा गया है और एक बार आपने ऐसा कर लिया है कि आप पाएंगे कि फिर से बहुत कुछ होगा और फिर आप इसे परिष्कृत करने में सक्षम होंगे कि वास्तव में सहयोग का न्यूनतम सेट ढूंढना है जो कि जगह पर होना चाहिए तो यह सिर्फ कुछ और विस्तार है यदि आप वास्तव में पहले यहां मुख्य रूप से पहले कुछ देखते हैं मुख्य रूप से जहां विभिन्न प्रकार के कर्मचारी हैं जबकि अगले में ये मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के पत्ते हैं ये छुट्टी और उनकी जिम्मेदारियों की विभिन्न श्रेणियां हैं और वे अन्य वर्गों के साथ कैसे सहयोग करते हैं और आप निश्चित रूप से देख सकते हैं कि इन सभी श्रेणियों में सहयोग के संदर्भ में बहुत समानता होगी और यह समानता है जो हम देखेंगे हम उस समय का लाभ उठाने का प्रयास करेंगे जब हम उस डिजाइन को अधिक से अधिक परिष्कृत करेंगे इसलिए यदि आप स्वयं से सहयोग मांगते हैं तो डिजाइन के एक विशिष्ट पहलू में परिणाम नहीं हो सकता है लेकिन यदि हम सहयोग को समझते हैं तो हम समझते हैं कि अगर मेरे यहां कर्मचारी हैं अगर मैं यहां से निकलता हूं अगर मेरे पास यहां सिस्टम एडमिन है अगर मैं यहाँ प्रिंटर है और इसलिए हमने प्रिंटर को सूचीबद्ध नहीं किया है लेकिन फिर हम देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के सहयोग क्या हैं जो विभिन्न वर्गों के बीच मौजूद हो सकते हैं और उसके आधार पर हम यह पता लगा सकते हैं कि वे कितने सुसंगत हैं उनके बीच किस तरह का युग्मन मौजूद है और यह मॉड्यूलरीकरण के संदर्भ में एक अच्छा सुराग देता है और उन सभी को भी इसलिए यह मूल दृष्टिकोण है और मैं आपसे फिर से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप LMS विनिर्देश में देखे गए सभी अलग अलग सहयोगों को पूरी तरह से पहचानने का प्रयास करें मॉडर्लाइज़ेशन एक और व्यायाम है जहाँ आप सहयोग की जानकारी का अधिक दृढ़ता से उपयोग करना शुरू करते हैं जहाँ आप यह देखने की कोशिश करते हैं कि आप एक मॉडल में क्या रखना चाहेंगे यदि हम इसे अलग तरीके से रखते हैं तो हम कैसे संशोधित करना पसंद करते हैं यदि आपको याद है तो हमने कहा है कि यदि मैं दो मॉड्यूल हैं जिनके बारे में हमने कुछ समय पहले बात की है फिर हम मॉड्यूल में विभिन्न ऑब्जेक्ट्स के बीच इंटरैक्शन को देखते हैं ये मॉड्यूल में ऑब्जेक्ट्स के बीच अलग अलग इंटरैक्शन हैं और हम मॉड्यूल में बातचीत में देखेंगे तो हम कहेंगे कि हमारा कार्य हमारा उद्देश्य इन सभी पर आधारित सीमाओं को परिभाषित करना है जो इन सभी के आधार पर हो सकता है कि तीसरा रंग क्या हो सकता है जो मैं शायद इस एक का उपयोग कर सकता हूं तो इस सब के आधार पर हमारा इरादा यह तय करना चाहिए कि क्या हमें इस तरह से और इस तरह से मॉड्यूलर करना चाहिए या क्या मुझे इसे अलग तरीके से करना चाहिए ताकि इंट्रा मॉड्यूल जो कि इंट्रा मॉड्यूल यातायात है जो इस के भीतर हो रहा है मॉड्यूल के भीतर होने वाला सहयोग और नीले रंग में एक बार जो मूल रूप से अंतर मॉड्यूल होते हैं दो चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं जो कि इंट्रा मॉड्यूल है आप बहुत अधिक यातायात यातायात के उच्च घनत्व की उम्मीद करेंगे जबकि मॉड्यूल में inter मॉड्यूल हम बहुत कम घनत्व की यातायात या मॉड्यूल की उम्मीद करेंगे इसलिए अगर हम इसे हासिल कर सकते हैं तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि हम मूल्य को संशोधित करने में सक्षम हैं यदि हम दूसरे चरम को करते हैं जो हमारे पास एक मॉड्यूल था तो हमारे पास यहां एक मॉड्यूल है हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स इस तरह से हैं और कहते हैं कि यह इंटरैक्शन है यह सहयोग है जो उनके बीच मौजूद है और अगर ऐसा कोई परिदृश्य है जिसे हम देखते हैं तो हम यह नहीं कहेंगे कि यह एक अच्छा मॉडर्लाइज़ेशन है जो संभवतः हमें डाल देना चाहिए एक ही मॉड्यूल में ये दोनों और मॉड्यूल के पार नहीं तो यह केवल यह समझना है कि सहयोग की यह जानकारी हमें सहयोग के मामले में बहुत अच्छी तरह से बताएगी कि हमें किस तरह से संशोधित करना चाहिए LMS एक अपेक्षाकृत सरल प्रणाली है इसलिए हम मुख्य रूप से पहले स्तर को देखते हैं हम पहले से ही तीन मॉड्यूल उभरते हुए देखते हैं एक कंपनी है और यह मॉड्यूल कंपनियों के संदर्भ में कर्मचारियों के साथ बातचीत करेगा कर्मचारियों और फिर कर्मचारी मॉड्यूल को कई तरीकों से छुट्टी के साथ बातचीत करता है ताकि इस अर्थ में सारगर्भित किया जा सकता है कि ये लागू हैं या आप अवकाश का लाभ उठाते हैं इत्यादि बेशक जब आप व्यायाम पूरा करने की कोशिश करते हैं तो आप पाएंगे कि ये सिस्टम में एकमात्र मॉड्यूल नहीं हैं अन्य मॉड्यूल भी होंगे जैसे कि आपके मूल लेखा रखरखाव में एक लॉगिन मॉड्यूल होना चाहिए जो लॉगिन और प्रमाणीकरण संबंधित गति विधि से संबंधित है संभवतः वार्षिक अवकाश रिकॉर्ड और इतने पर बैकअप रखने के लिए एक बैकअप मॉड्यूल थे लेकिन जिम्मेदारियों के विश्लेषण से मिली सहयोग जानकारी के आपके मूल विश्लेषण से आपको शुरू में एक अच्छा सुराग मिलेगा कि मॉड्यूल क्या हो सकता है प्रणाली में इसलिए इस स्तर पर हम गुणवत्ता माप में एक और नज़र डाल सकते हैं कि हम कैसे कर रहे हैं स्वाभाविक रूप से सामंजस्य में सुधार हो रहा है सामंजस्य अधिक हो रहा है हम कर्मचारियों को एक मॉड्यूल में एक साथ छुट्टी एक मॉड्यूल में एक साथ रखने में सक्षम हैं सहयोग के विश्लेषण ने हमें ऐसा करने के संदर्भ में अनुमति दी है कंपनी ऑफ कोर्स एक पैथोलॉजिकल उदाहरण है क्योंकि यह केवल एक वर्ग है इसलिए यह अपने आप से सुसंगत है युग्मन हम अभी भी ज्यादा नहीं जानते हैं हमने युग्मन पहलू को नहीं देखा है हालांकि हमारे पास सहयोग की जानकारी है लेकिन हमने यह नहीं देखा है कि पदानुक्रम क्या हो सकता है इसलिए यह अभी भी कम है और अन्य पैरामीटर कम हैं क्योंकि हमें अभी भी डिजाइन के पूरे पहलुओं को पूरा करना है तो अगली बार मुझे केवल पदानुक्रम के विश्लेषण के साथ शुरू करना चाहिए और यह संभवतः ऐसा है जिसे आपने पहले भी अलग अलग संदर्भों में देखा है लेकिन हम कहेंगे कि सहयोग और जिम्मेदारियाँ पदानुक्रम के संदर्भ में हमें बहुत सुराग देती हैं कि हम कम से कम पहले स्तर पर होना चाहिए इसलिए यदि आप सहयोग पैटर्न को देखते हैं तो हमें बताएंगे कि ये चार वर्ग दृढ़ता से संबंधित हैं जो इस तथ्य से भी जुड़े हैं कि हमने उन्हें उसी मॉड्यूल में रखा जाना उपयुक्त पाया अब सवाल उस मॉड्यूल में है इस वर्ग के कर्मचारी मॉड्यूल में वे स्वतंत्र स्टैंडअलोन बने रहने वाले हैं या वे कुछ विशेषज्ञता सामान्यीकरण संबंधों के माध्यम से संबंधित होने जा रहे हैं तो क्या जरूरी मदद फिर से जा रही है और जिम्मेदारियों को देख रही है जिम्मेदारियों का विश्लेषण कर रही है और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम पाते हैं कि कुछ जिम्मेदारियां जैसे दैनिक उपस्थिति दर्ज करना छुट्टी के लिए अनुरोध करना स्वयं के लिए एक स्वीकृत अवकाश रद्द करना सभी तरह की छुट्टी का लाभ उठाना कर्मचारी में पाए जाते हैं और वास्तव में इन सभी विशेषज्ञताओं में पाए जाते हैं संभावित विशेषज्ञता मुझे कहना चाहिए कि मौजूद हैं इसलिए एक बार जब हम देखते हैं कि समानता हमें समझ में आने लगती है कि उन्हें पदानुक्रम में रखने के लिए सेराटिन तरीका है लेकिन निश्चित रूप से यह पहचानना है कि हम यह नहीं जानते कि संबंध ऐसा होना चाहिए या संबंध इस तरह होना चाहिए कि हम ऐसा नहीं कर सकते यह कहें कि क्या कार्यकारी एक कर्मचारी है या एक कर्मचारी एक कार्यकारी है जो आप सभी कह सकते हैं कि वे बहुत सारी चीजें साझा करते हैं जो पानी का परीक्षण करने के लिए समझ सकते हैं कि क्या एक दूसरे की विशेषज्ञता हो सकती है तो एक भाग में पदानुक्रम की पहचान का मतलब है कि आप जिम्मेदारियों की पहचान करते हैं आप उन विशेषताओं की पहचान करते हैं जो कई अलग अलग वर्गों के बीच आम हैं जो संभवतः अब तक आप एक ही मॉड्यूल में डाल चुके हैं तो एक और विशेषता को देखना होगा और यदि आप उन विशेषताओं को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन 4 अलग अलग वर्गों में वास्तव में ID के ये गुण हैं जो कर्मचारी कोड नाम जन्म तिथि और इसी तरह से हैं संभावित विशेषज्ञता की दिशा पर निर्णय लेने के लिए आपको यह देखने की आवश्यकता होगी कि वे कहां भिन्न हैं इसलिए यह एक सामान्य भाग सामान्य जिम्मेदारियां और सामान्य विशेषताएं थीं अब आपको यह देखना होगा कि वे अलग अलग क्यों होते हैं एक कर्मचारी सामान्य रूप से अलग क्यों होता है एक कर्मचारी से लीड की कार्यकारी रिपोर्ट होती है यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है लेकिन यह वह जगह है जहां आप कुछ बहुआयामी तर्क करेंगे कि अगर कार्यकारी नेतृत्व को रिपोर्ट करता है तो कार्यकारी के लिए कुछ विशेषता होनी चाहिए जो एक रिपोर्टिंग नेतृत्व है आपको याद दिला दें कि यदि आप दस्तावेज़ पर वापस जाते हैं तो संज्ञाओं की एक सूची देखें और इस तरह आपको यह स्पष्ट नहीं मिलेगा लेकिन यह वह जगह है जहां हम रिश्तों से कुछ कटौती कर रहे हैं संभव सहयोग से कुछ कटौती कर रहे हैं अगर कार्यकारी रिपोर्ट लीड तब कार्यकारी को उस सहयोग वस्तु की जानकारी रखनी होगी जो एक रिपोर्टिंग लीड है इसी तरह अगर हम लीड को देखते हैं तो वास्तव में हम यह खोजने लगते हैं कि हालांकि बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो कर्मचारी और लीड के बीच आम हैं लेकिन छुट्टी मंजूर करने छुट्टी पर पछतावा करने छुट्टी वापस लेने आदि जैसे बहुत कुछ है जिसके लिए अतिरिक्त हैं नेतृत्व तो इस तरह से जब हम इन सभी चार वर्गों का विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि इस वर्ग में कर्मचारी वर्ग के सामान्य न्यूनतम कर्मचारी हैं जो अन्य सभी वर्गों के हैं और इसलिए हम सहमत हैं या हम एक प्रारंभिक विशेषज्ञता पर निर्णय लेते हैं जहां आप कहते हैं कि कार्यकारी एक कर्मचारी है नेतृत्व एक कर्मचारी है और प्रबंधक एक कर्मचारी है स्वाभाविक रूप से हम यहाँ नहीं रुकते हैं हम एक बार हम इसे पहचान लेंगे तो हमारा प्रयास यह होगा कि इस विशेषज्ञता की गुणवत्ता को हम बेहतर बना सकें यह सिर्फ एक स्तर है और निश्चित रूप से इसलिए यह व्यापक है अब अगर हम आगे का विश्लेषण करते हैं और अब पहले हम यह देखना चाह रहे थे कि कर्मचारी सामान्य न्यूनतम था तो हम कर्मचारी और अन्य तीन वर्गों में से प्रत्येक के बीच देखने की कोशिश कर रहे हैं अब हम एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि हम जानते हैं कि हमारे पास एक बुनियादी संरचना है जो कर्मचारी कार्यकारी लीड और प्रबंधक है एक बार हमारे पास है तो हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि क्या इन विशेषज्ञ वर्गों के बीच मौजूद समानताएं हैं और जब हम यह करना शुरू करते हैं कि हम लीड और मैनेजर के बीच बहुत समानता पाते हैं तो दोनों ही इस मामले को मंजूरी दे सकते हैं दोनों को छुट्टी का पछतावा हो सकता है इसी तरह कार्यकारी और लीड के बीच समानता है और दोनों छुट्टी के लिए आवेदन कर सकते हैं दरअसल ये तीनों छुट्टी वगैरह के लिए आवेदन कर सकते हैं इसलिए यदि आप जिम्मेदारियों और सहयोग के निष्कर्षों का एक समान विश्लेषण करते हैं तो आप जल्द ही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कर्मचारी के हर एक प्रकार के बजाय कर्मचारी के एक विशेषीकरण होने के कारण संभवतः अधिक परिष्कृत मॉडल में एक बहुस्तरीय संरचना होनी चाहिए जहां आप कहते हैं कि प्रबंधक एक नेतृत्व है क्योंकि हम पाते हैं कि अधिकांश चीजें अगर सब कुछ ठीक नहीं है नेतृत्व कर सकते हैं एक प्रबंधक भी प्रदर्शन कर सकते हैं जब हम कहते हैं कि लीड एक्जिक्यूटिव है क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो भी कर सकता है वह लीड हमेशा कर सकता है और अंत में हम मूल पदानुक्रम को संरक्षित करते हैं कि हम बनाए गए हैं कि एक कार्यकारी एक कर्मचारी है इसलिए पहले हमने कहा था कि कर्मचारी लीड के लिए और मैनेजर के लिए एक्जीक्यूटिव के लिए एक स्पेशलाइजेशन था और अब यह बहुस्तरीय हो गया है इसलिए इस बात को ध्यान में रखें कि जब हम इस परिशोधन को करते हैं तो यह काफी कम होगा यदि आप मूल पदानुक्रम का उल्लंघन करते हैं जो आपके पास था तो इस पदानुक्रम ने कहा कि लीड एक कर्मचारी है इसलिए यहाँ पर ट्रांसएक्टिविटी से आपको यह भी पता चलेगा कि लीड एक कर्मचारी है तो यो स्पष्ट रूप से यह नहीं दिखाते हैं कि क्योंकि आप कहते हैं कि नेतृत्व एक कार्यकारी है और कार्यकारी एक कर्मचारी है और इसलिए इस परिवर्तन को स्वीकार करता है इसी तरह प्रबंधक एक कर्मचारी है जो इस सभी संबंधों की परिवर्तनशीलता के माध्यम से है इसलिए जब आप समस्या डोमेन से विनिर्देशन से अधिक जानकारी की खोज करके इस तरह का शोधन करते हैं आपको सावधान रहना चाहिए कि आपके मूल डिजाइन पहलू टूटे नहीं हैं उल्लंघन नहीं करते हैं यदि वे करते हैं तो आपको डिजाइन की बहुत सावधानी से समीक्षा करनी होगी कि क्या इसका उल्लंघन हो रहा है क्योंकि आपने पहले जो जानकारी ली थी वह संभवतः आंशिक जानकारी के आधार पर है क्या कुछ गलत धारणाएँ थीं कुछ गलत धारणाएँ हैं इसलिए आप इसे अभी ठीक कर रहे हैं या नहीं ताकि आपको परिष्कृत करने के लिए वास्तव में उस डिज़ाइन में नई गलतियाँ कर रहे हों तो यह कर्मचारी पदानुक्रम पर डिजाइन करने का एक व्यापक तरीका है इसलिए यदि हम इसे अंतिम रूप में दिखाते हैं कि यह कैसा दिखता है और इसके साथ ही आपके संबंध जानने वाले अलग अलग संबंध हैं तो हम इस बारे में बात करेंगे जब हम बात करेंगे सामान्य रूप से रिश्ते इसलिए संक्षेप में यह LMS प्रणाली के डिजाइन पर हमारे खोजपूर्ण अभ्यास का तीसरा हिस्सा है और इसमें वर्गों की विशेषताओं और उनकी जिम्मेदारियों के आधार पर हमने पहले सहयोगी वर्गों को सहयोगियों की पहचान करने की कोशिश की है और फिर हम सिस्टम में मॉड्यूलरीकरण के एक बुनियादी स्तर और अंततः मॉड्यूल के साथ साथ सहयोग का उपयोग करने के लिए सहयोग की जानकारी का उपयोग करते हैं और जिम्मेदारी की जानकारी हम कर्मचारियों की एक बुनियादी पदानुक्रम और उस के एक छोटे से शोधन उत्पन्न करने की कोशिश की है और जैसा कि हम अगले मॉड्यूल में चलते हैं हम पदानुक्रम के शोधन की और गहराई दिखाएंगे